पिछले व्याख्यानों में हमने आवेश और आवेश वितरण के कारण विद्युत् क्षेत्र पर चर्चा की है वास्तव में किसी दिए गए आवेश q पर लगने वाले बलों की गणना करते समय हमने आवेश वितरण के कारण विद्युत् क्षेत्र की गणना भी की थी क्योंकि अगर मैं q के मान को 1 के बराबर लेता हूं तो वह विद्युत् क्षेत्र बन जाता है आइए हम इस व्याख्यान में विद्युत् क्षेत्र की गणना के कुछ और उदाहरण लेते हैं यहां मैं दो उदाहरण दूंगा और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में उनका उपयोग किया जाएगा मैं उदाहरण 1 में एक विद्युत द्विध्रुव के कारण और 2 में एक प्रष्ठीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करने जा रहा हूं उदाहरण 2 में आप ऐसे मामलों को हल करने के लिए एक तरीका भी सीखेंगे दोनों ही मामलों में हम कुछ सीमित प्रक्रियाओं का उपयोग करेंगे तो यह बहुत शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण व्याख्यान है एक द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की गणना करने के लिए मैं और अधिक विस्तृत होता हूँ एक बिंदु द्विध्रुव हम जो करेंगे वह यह है कि द्विध्रुव 2 आवेशों ऋणात्मक q और धनात्मक q से बना हुआ है जिनको दूरी 2a द्वारा अलग किया गया है इस कारण द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को 2qa द्वारा दिया जाता है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होती है p2qa तो p की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होगी यदि मैं मानता हूं कि द्विध्रुव मूल बिन्दु और z दिशा में बैठा हुआ है तो मैं आवेशों को इस प्रकार लेता हूं की ऋणात्मक q ऋणात्मक a पर है z ऋणात्मक a के बराबर है और धनात्मक q z बराबर धनात्मक a पर बैठा हुआ है और मैं z दिशा में इसके द्विध्रुव आघूर्ण p को 2qa के बराबर लिख सकता हूं p2qaz इसे अंततः एक बिंदु द्विध्रुव बनाने के लिए हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि सीमा a को 0 की ओर अग्रसर लेते हैं और q को अनंत संख्या की ओर अग्रसर लेते हैं इस तरह का गुणनफल qa परिमित रहता है और p के कुछ मान के बराबर होता है जो इसे एक बिंदु द्विध्रुव बनाता है तो आइए इस बिंदु द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की गणना करें मैं इसे फिर से बनाने जा रहा हूं यह मेरा बिंदु द्विध्रुव है धनात्मक q यहां पर बैठा है ऋणात्मक q यहां पर बैठा है तो किसी सदिश r पर क्षेत्र होगा 1 over 4 pi Epsilon 0 धनात्मक आवेश q मुझे क्षेत्र q r minus a z की दिशा में देता है मैं यहां घन लिखूंगा और ऊपर सदिश r minus 'az' धनात्मक आवेश के कारण वहां पर एक क्षेत्र है और ऋणात्मक आवेश के कारण minus q r plus 'az' over r plus 'az' cubed होगा Er14π0qr azr az3 qrazraz3 इसे और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए मुझे इस बिंदु r को बनाने दीजिये यह सदिश r minus 'az' है और नीचे से यह यहां r plus 'az' है और हम इस क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं और अंत में सीमा q और a के गुणनफल को परिमित संख्या की ओर अग्रसर लेते हैं चूंकि हम पहले से ही मान रहे हैं कि हम सीमा a को 0 की ओर अग्रसर ले रहे हैं मैं इन दो राशिओं को हर में विस्तृत कर सकता हूं तो हम r plus 'az'के मापांक को लिखते हैं मैं ऋणात्मक को भी यहाँ सम्मिलित करने जा रहा हूँ जो कि square root of r square plus 'a' square plus 2 a r dot product of r unit vector with z unit vector होगा जो cosine theta का घात आधा होगा और ऋणात्मक के चिन्ह के लिए यहां ऋणात्मक हो जाएगा razr2a22arcosθ12 क्योंकि मैं लेता हूँ कि a 0 होने जा रहा है तो a r से बहुत बहुत बहुत कम है हम a वर्ग पद को अनदेखा करने जा रहे हैं और केवल इस पद को ही रखते हैं इसलिए द्विपद प्रमेय द्वारा मैं इसे r 1 plus or minus 2 a by r cosine theta raise to 1 half के बराबर अनुमानित सकता हूं जो कि raz≅r1±2arcosθ12 इस प्रकार हम r plus or minus a z cubed को r cubed 1 plus or minus 2a over r cosine theta raise to 3 by 2 के रूप में लिख सकते हैं जो कि द्विपद प्रमेय द्वारा r cubed 1 plus or minus 3a over r cos thetaहै raz3r31±2arcosθ32≅r31±3arcosθ और इसलिए मूल बिंदु पर बैठे इस द्विध्रुव के कारण एक दूरी r पर क्षेत्र को E r के रूप में दिया जाता है जो किq over 4 pi Epsilon 0 के बराबर है मेरे पासअंदर की ओर है vector r minus az divided by r cubed 1 minus 3 a over r cos theta minus मुझे एक अलग रंग का उपयोग करने दीजिए vector r minus az divided by r cubed 1 minus 3 a over r cos theta minusr plus az over r cubed 1 plus 3 a over r cosine of theta कोष्टक बन्द Erq4π0r azr31 3arcosθ razr313arcosθ मैं फिर से द्विपद प्रमेय का उपयोग करूंगा और बैंगनी रंग से घेरे गए गुणनखण्डो को अंश में ले जाता हूँ और इस पूरी चीज़ को E r बराबर q over 4 pi Epsilon 0 r cubed के रूप में लिखिए मैं r cubed को बाहर निकालता हूँ और अंदर मेरे पास r minus 'az' times 1 plus 3a over r cosine of theta minus r plus a z times 1 minus 3 a over r cosine of theta शेष है Erq4π0r3r az13arcosθ raz1 3arcosθ मैं a में केवल पहले आर्डर तक के पदों को रखते हुए फिर से इसको विस्तृत करता हूं और मुझे जो मिलता है वह यह है कि E rq over 4 pi Epsilon 0 r cubed r plus 3a over r r vector cosine of theta minus az minus r plus 3a over r r vector cosine of theta के बराबर है यह नीला वाला दूसरा पद ऋणात्मक az है मुझे जाँचने दीजिए कि यदि मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूँ समय देखें 0924 हाँ यह बिलकुल सही है और अब यदि मैं इस तथ्य का उपयोग करता हूं कि r द्वारा सदिश r का विभाजन इकाई सदिश r है तो मैं E r को q over 4 pi Epsilon 0 r cubed के रूप में लिख सकता हूं और यहां यह पद रद्द हो जाता है भीतर मुझे 6a r unit vector cosine of theta minus 2a z मिलता है जिसे मैं 2 a को बाहर निकाल कर 2 a q over 4 pi Epsilon 0 3 cosine of theta r unit vector minus z के रूप में लिख सकता हूँ Erq4π0r36arcosθ 2az2aq4π03cosθr z मैं अब और अधिक सामान्य रूप देखना चाहता हूं और पता करता हूं कि p सदिश 2 a q z के बराबर है और इसलिए 2 aq पद के साथ यहाँ पहला पद संयुक्त रूप से 2 a q times 3 cosine of theta r है cosine theta और कुछ नहीं बल्कि z dot r r इकाई सदिश है तो मैं इसे 2 a q z dot r times unit vector r multiplied by 3 के बराबर लिख सकता हूं जो कि और कुछ नहीं बल्कि 3 p dot r r है इसी तरह 2 a q z यह पूरा पद z के साथ संयुक्त रूप से और कुछ नहीं बल्कि p है और याद रखिए कि मैं जिस सीमा के तहत काम कर रहा हूं वह यह है कि a 0 की ओर अग्रसर है और q अनंत की ओर अग्रसर है ऐसे कि 2 qa p की ओर अग्रसर है इसलिए इन सभी को मिलाकर मैं E r को p dot r r with the 3 here minus p over 4 pi Epsilon 0 r cubed के रूप में लिख सकता हूँ यह अब मूल बिंदु पर किसी भी अभिमुखता के साथ बैठे एक द्विध्रुव के लिए व्यंजक है Er3prr p4π0r3 क्योंकि अब मैं अदिश गुणनफल ले रहा हूँ तो इस से वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता अदिश गुणनफल मुझे वह cosine theta पहले से ही देता है यदि हम कहते हैं कि द्विध्रुव r prime पर है किसी बिंदु r prime पर है फिर यह r उस बिंदु से दूरी का प्रतिनिधित्व करेगा और मुझे r पर E r माइनस इकाई सदिश r prime की दिशा में 3 p अदिश इकाई सदिश उस दिशा में मिलेगा इकाई सदिश r minus r prime minus p divided by 4 pi Epsilon 0 r minus r prime cubed जिसे मैं स्पष्ट रूप से 3 p dot vector r minus r prime multiplied by vector r minus r prime के रूप में भी लिख सकता हूं क्योंकि मैंने उन सदिशों से गुणा किया है मैं r minus r prime raise to 5 minus p over r minus r prime cubed से विभाजित करूँगा निस्सन्देह बाहर 1 over 4 pi Epsilon 0 है Er3pr rr r p4π0r r314π03pr rr rr r5 pr r3 अगला उदाहरण जिसे मैं लेना चाहता हूं उसमें हम गॉस के नियम का उपयोग करेंगे और इस में मैं एक धनात्मक रूप से आवेशित गोले को लेना चाहता हूं जिसे मैं ऋणात्मक रूप से आवेशित गोले पर अध्यारोपित करना चाहता हूं और इस क्षेत्र में जहां वे अतिछादित होते हैं इन दोनों के अध्यारोपण के कारण क्षेत्र की गणना करना चाहता हूं एक तरह से आप विद्युत रूप से सोच सकते हैं कि इस अतिछादित क्षेत्र में भी कोई आवेश घनत्व नहीं है rho 0 है क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश रद्द हो जाते हैं समरूप से आप यह भी मान सकते हैं कि यह खोखला हैं क्योंकि विद्युत रूप से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता तो एक तरह से हम एक खोखले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की गणना भी कर रहे हैं यह खोखला क्षेत्र है जब बाहर आवेश एक तरफ धनात्मक है और दूसरी तरफ का आवेश ऋणात्मक है इन दोनों केंद्रों को किसी दूरी a द्वारा विस्थापित किया गया है मैं अंत में इस मामले में सीमा लेने जा रहा हूं जहां ये दोनों आवेश अधिकांश क्षेत्रों में अतिछादन करेंगे तो यह ऋणात्मक पक्ष मुझे ऋणात्मक आवेश का बहुत पतला टुकड़ा देगा धनात्मक पक्ष मुझे धनात्मक आवेश का बहुत पतला टुकड़ा देगा और आप देख सकते हैं कि बीच में आवेशों का सबसे बड़ा परिमाण होगा और जब आप किसी एक छोर पर जाते हैं यह कम होता जाता है और यह क्षेत्र उपयुक्त सीमाओं को लेकर खोखला हो जाता है सीमा a 0 की ओर अग्रसर है और यह आवेश घनत्व rho अनंत की ओर अग्रसर है ताकि सतह पर आवेश का परिमाण परिमित बना रहे मुझे सतह आवेश वितरण rho theta या sigma theta जो किसी अचर और theta के cosine का गुणनफल होता है के कारण विद्युत क्षेत्र मिलेगा और आप इसे देखेंगे इसलिए फिर से मैं एक सीमित करने वाली प्रक्रिया का उपयोग करने जा रहा हूं तो आइए हम एकसमान आवेश घनत्व rho r के एक गोले को लेते हैं और यह सवाल आपने 12 वीं कक्षा में हल किया है यदि आप गॉस के नियम को लागू करते हैं और दूरी r पर भीतर क्षेत्र की गणना करते हैं तो यह क्षेत्र rho r by 3 Epsilon naught के बराबर आता है लेकिन आइए हम इसे स्पष्ट रूप से करते हैं वैसे भी E dot ds मुझे Epsilon 0 द्वारा विभाजित परिवृत्त आवेश देता है इसलिए यदि मैं आंतरिक सतह लेता हूं तो E dot ds E at r times 4 pi r square हो जाता है और परिवृत्त आवेश pi by 3 rho r cubed divided by Epsilon 0 होता है यहां 4 pi रद्द हो जाता है यह r वर्ग रद्द हो जाता है और मुझे एक r देता है और इसलिए r पर क्षेत्र rho होता है r पर क्षेत्र का परिमाण rho r over 3 Epsilon 0 होता है यदि मैं सदिश क्षेत्र v E को r पर लिखता हूं इसकी दिशा त्रिज्यीय रूप से बाहर है और इन गोलीय ध्रुवीय निर्देशांको का उपयोग करके मैं इसे rho vector r divided by 3 Epsilon 0 के रूप में लिख सकता हूं यह क्षेत्र है EdsQ0 Er4πr24π3r30 Erρr30 Err30 क्योंकि अब चलिए हम इन दो आवेशों को जिनके बारे में हम बात कर रहे थे अध्यारोपित करते हैं यहाँ पर धनात्मक आवेश है यहाँ ऋणात्मक आवेश है इस दूरी r पर धनात्मक आवेश मुझे एक क्षेत्र देता है जो इस तरह त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर जा रहा है अगर मैं ऋणात्मक आवेश को देखता हूं तो यह मुझे इस तरह का क्षेत्र देता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर है किसी भी बिंदु पर ऋणात्मक आवेश के कारण तो चलिए मुझे इस चित्र को फिर से बनाने दें मुझे किसी भी बिंदु को लेने दें कहिए हम यहां पर बिंदु लेते हैं यहां पर धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है और यहां ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है यदि मैं इस सदिश को r1 कहता हूं और इस सदिश को जो उस बिंदु से जहां मैं केंद्र की ओर विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहा हूं r2 कहता हूं तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश के कारण क्षेत्र और ऋणात्मक आवेश के कारण क्षेत्र के जोड़ के बराबर होता है तो मैं इसे rho r1 divided by 3 Epsilon 0 के रूप में लिखने जा रहा हूं और क्योंकि r2 पहले से ही उस दिशा में है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है मैं इसे plus rho r2 over 3 Epsilon 0 के रूप में लिख सकता हूं इन दोनों को जोड कर मैं rho over 3 Epsilon 0 को बाहर निकाल सकता हूं मेरे पास r1 plus r2 है यह r1 सदिश है यह r2 सदिश है तो उनका योग यह सदिश है जिसका परिमाण इन गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी है और सदिश धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर है तो मैं इसे rho vector a over 3 Epsilon 0 के रूप में लिख सकता हूं यह बहुत दिलचस्प परिणाम है

Er130r23030r1r2a30 क्योंकि अब आप दोनों क्षेत्रों के इस योगदान को देखते हैं यदि मैं इस ऋणात्मक आवेश को यहाँ लेता हूँ और यहाँ धनात्मक आवेश को इस खोखले क्षेत्र में हर जगह क्षेत्र समान है यह ऋणात्मक से धनात्मक पक्ष की ओर है इसका परिमाण rho a divide by 3 Epsilon 0 है जब तक कि ये दोनों घनत्व समान हैं इसी तरह से सब कुछ निकलता है और इसकी दिशा धनात्मक आवेश के केंद्र से ऋणात्मक आवेश के केंद्र की ओर है यह बहुत ही रोचक परिणाम है चाहे आप इस क्षेत्र में कोई भी कार्य करें इस खोखले क्षेत्र के भीतर क्षेत्र नियत है अब हम इस तथ्य का उपयोग सतह आवेश वितरण के कारण क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए करने जा रहे हैं आइए मैं अब इन गोलों को अधिकतर क्षेत्रों में अतिछादित होते हुए लेता हूं और वे छोटे से सदिश a द्वारा विस्थापित किए जाते हैं ये केंद्र बिंदु हैं आइए अब हम यह लेते हैं कि इस क्षेत्र में कितना आवेश हैं अब क्योंकि मैं इन गोलीय ध्रुवीय निर्देशांको का उपयोग करने जा रहा हूं यह उपयोगी होगा यदि मैं ऊर्ध्वाधर दिशा में इस व्यवस्था को बनाता हूं यह दो गोलों का केंद्र बिंदु है क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत कम है मैं लगभग एक ही केंद्र बिंदु ले सकता हूं और मैं इस आयतन में आवेश की गणना करना चाहता हूं याद रखें आयतन घटक कितना है यह छोटा आयतन घटक है d v फिर से a बहुत बहुत छोटा होगा a इन गोलों की त्रिज्या से बहुत बहुत बहुत कम है वास्तव में a 0 की ओर अग्रसर होगा इसलिए मैं इसे R square d cosine of theta के रूप में लिख सकता हूं क्योंकि यह कोण theta d phi times d r है जहां d r त्रिज्यीय दिशा में यह दूरी है dVR2dcosθdϕdr तो फिर से मैं इस विशेष आयतन घटक को ले रहा हूं यह दूरी d r है d r कितना है याद रखें कि हमने क्या कहा था हमने कहा था कि ये दूरी a द्वारा विस्थापित की जाती हैं तो यह दूरी यहाँ a है यह दूरी यहाँ a है और यह dr है यह कोण theta है तो आप देख सकते हैं कि dr theta का cosine है dracosθ इसलिए मैं इस छोटे आयतन घटक को R square d cosine of theta d phi times a cosine of theta के रूप में लिख सकता हूं dVR2dcosθdϕacosθ और इसलिए इस क्षेत्र में आवेश d Q rho जो कि घनत्व है cosine of theta होगा मुझे यहां a भी लाने दीजिए R square d cosine theta d phi के साथ गुणा है हमारे पिछले व्याख्यानो में से एक से याद कीजिए कि यह और कुछ बल्कि इस गोले के लिए त्रिज्यीय दिशा में क्षेत्रफल घटक है तो यह और कुछ बल्कि a rho cosine of theta d s है dQaρcosθR2dcosθdϕaρcosθds इसलिए अब मेरे पास क्या स्थिति है यदि मैं इसे एकल गोले के रूप में सोचता हूं तो मेरे पास यहां धनात्मक आवेश है जो rho a cosine of theta d s है जिसे मैं सतह आवेश घनत्व sigma और ds के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं जहां sigma theta पर निर्भर है और sigma theta किसी rho a cosine of theta के बराबर है a 0 की ओर अग्रसर है और rho अनंत की ओर अग्रसर है इन सीमाओं पर जैसे कि rho a किसी sigma 0 पर जाता है मैं sigma theta को sigma 0 cosine of theta के रूप में लिख सकता हूं 0cosθ लेकिन ये दो विस्थापित गोले हैं तो क्षेत्र कैसा दिखेगा क्षेत्र विस्थापन की दिशा में धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगा और इसलिए विद्युत क्षेत्र जिसे याद कीजिए पहले हमने rho a over 3 Epsilon 0 के रूप में प्राप्त किया था ऋणात्मक z की दिशा में rho a divided by 3 Epsilon 0 होगा लेकिन हमने कहा है कि rho a और कुछ भी नहीं बल्कि sigma naught है तो यह ऋणात्मक z की दिशा में sigma naught over 3 Epsilon 0 z है हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि मेरे पास एक गोला है जिस पर sigma किसी अक्ष से बन रहे कोण पर निर्भर करती है कोई अक्ष यदि आप कोण से दूर जाते हैं यदि sigma theta sigma 0 cosine of theta है इसलिए यह यहाँ पर धनात्मक है और दूसरी तरफ ऋणात्मक है इस अक्ष की दिशा में अधिकतम है और फिर यह कम होता है और यहाँ 0 हो जाता है फिर भीतर E क्षेत्र नियत है और sigma naught over 3 Epsilon 0 के रूप में दिया जाता है जो कि धनात्मक से ऋणात्मक पक्ष की ओर इशारा करता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है आपने इसमें यह भी सीखा कि दो आवेश वितरण के साथ गॉस प्रमेय का उपयोग कैसे किया जाता है और यह आपको किसी विशेष सतह आवेश घनत्व के लिए परिणाम देता है आपको भीतर एक नियत क्षेत्र मिलता है यह एक गोला है